इस लेक्चर में हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वास्तव में एक विषय जो सामान्यतः IoT में और IIoT में अत्यंत चिंता का विषय है साथ ही उद्योगों के लिए भी उद्योग 40 के संदर्भ में हमने अब तक जो कुछ भी बात की है ये सभी बातें सार्थक नहीं होंगी अगर लोग अपने सिस्टम की सुरक्षा भौतिक प्रणाली साइबर भौतिक प्रणाली और डेटा की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं सिस्टम के माध्यम से एकत्र और प्रेषित किए जाने वाले समग्र डेटा को सुरक्षित रखना पड़ता है डेटा की गोपनीयता को बनाए रखना पड़ता है यह उस डेटा को प्राप्त करना होता है जो एक व्यक्ति से प्राप्त होता है इसे भरोसेमंद होना चाहिए और इसी तरह इसलिए जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो इसके साथ ही अलग अलग संबद्ध मुद्दे भी होते हैं सुरक्षा गोपनीयता भरोसा ये सभी आपस में जुड़े इकाइयाँ हैं और ये किसी भी प्रणाली और निश्चित रूप से किसी भी इंटरनेट आधारित प्रणाली और कम संचालित संसाधन बाधा प्रणालियों IoT IIoT के संदर्भ में अत्यंत चिंता का विषय हैं और इसी तरह तो यही कारण है कि उद्योग 40 के संदर्भ में हमें साइबर सिक्योरिटी की मूल अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है इसके विभिन्न तत्व क्या हैं और उद्योगों में साइबर भौतिक प्रणालियों को सुरक्षित करने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के खतरे क्या हैं इसलिए हम इनमें से प्रत्येक को अब विस्तार से देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी क्या है यह मूल रूप से साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा है मूल रूप से कंप्यूटिंग में हम क्या कर रहे हैं कंप्यूटिंग में न केवल साइबर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं हम कंप्यूटिंग के बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हैं जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि शामिल हैं न केवल साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बल्कि भौतिक सुरक्षा भौतिक सुरक्षा कंप्यूटिंग मशीनों गैर कंप्यूटिंग मशीनों और इसी तरह तो अन्य सभी प्रकार की मशीनें उन मशीनों की भौतिक सुरक्षा करती हैं जिन पर साइबर बुनियादी ढांचे का संचालन होता है तो हम दो चीजों के बारे में चिंतित हैं एक साइबर सिक्योरिटी है और दूसरा भौतिक सुरक्षा ये दो अलग अलग चीजें हैं जो हम मुख्य रूप से सुरक्षा के संदर्भ में चिंतित हैं तो रक्षा किसके खिलाफ विभिन्न हमलों के खिलाफ रक्षा इकाइयाँ जो बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके द्वारा हमला किया जाएगा औद्योगिक IoT के संदर्भ में मूल आधार यह है कि मशीनें जो सिस्टम हैं वे सभी आपस में जुड़ी हुई हैं इसलिए यदि वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं तो हमारे पास एक इंटरनेटवर्क है और हम सिस्टम में अलग अलग घुसपैठियों की क्षमता जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तरह के हमले की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से यह काम कर रहा है अलग अलग डेटा जो प्रेषित किया जा रहा है डेटा चोरी कर रहा है और समग्र रूप से नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ़्टवेयर और भौतिक मशीनों को नुकसान पहुंचा रहा है के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरनेट से जुड़ी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी के ये सभी अलग अलग पहलू हैं इसलिए जब हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा की सुरक्षा के बारे में बात करने की आवश्यकता है तो साइबर भौतिक प्रणाली के मामले में क्या होता है कि डेटा केंद्रों के लिए अनौपचारिक पहुंच के खिलाफ उद्यमों में साइबर सिक्योरिटी और भौतिक सुरक्षा एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो हमें क्या सुरक्षा करनी चाहिए और यह किसके खिलाफ सुरक्षा है तो डेटा में अनधिकृत अनौपचारिक परिवर्तन से सुरक्षा डेटा के अनधिकृत या अनौपचारिक विलोपन और अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं जिनके खिलाफ सुरक्षा करना होगा आइए अब हम समझते हैं और सामान्य रूप से IIoT सिस्टम या IoT सिस्टम को सामान्य रूप से समझने के तरीके के बारे में समझते हैं और यह कुछ ऐसा है जिस पर हम पहले ही अतीत में महत्वपूर्ण चर्चा कर चुके हैं तो हमारे पास क्या है हमारे पास अलग अलग भौतिक प्रणालियां हैं जिन पर किसी प्रकार का सेंसर तैनात है तो हमारे पास एक मशीन 1 है जिसमें कुछ सेंसर हैं हम कहते हैं एक मशीन 2 जिसमें कुछ अन्य सेंसर हैं और इसी तरह हमारे पास अलग अलग मशीनें हैं जिनमें एक या अधिक सेंसर हैं यहां मैंने प्रति मशीन एक सिंगल सेंसर खींचा है लेकिन यह भी संभव है कि एक मशीन में कई अलग अलग सेंसर होंगे तो ये सेंसर क्या करते हैं हमने इसे पहले भी देखा है किसी तरह के नेटवर्क के माध्यम से ये मशीनें कुछ अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए डेटा भेजती हैं यह वह जगह है जहां हमारे पास कुछ डेटा सेंटर या कुछ सर्वर या कुछ ऐसा होगा जो डेटा तक पहुंच प्राप्त करेगा जो डेटा का अधिग्रहण करेगा और हम इस पर अलग अलग एनालिटिक्स चलाएंगे आमतौर पर यह ही किया जाता है और एनालिटिक्स के आधार पर हमने यह भी देखा है कि इसे लागू करने के लिए किसी प्रकार की सक्रियता की आवश्यकता हो सकती है इसलिए आमतौर पर इसी तरह कोई भी IoT सिस्टम और IIoT सिस्टम बहुत उच्च स्तर पर काम करता है तो यहाँ पर अलग अलग परतें क्या हैं हमारे पास सेंसर हैं जो भौतिक वातावरण में पर्यावरण को समझेंगे जिसमें वे काम करते हैं कुछ नेटवर्क के माध्यम से उससे गुजरने वाले डेटा को इकट्ठा करते हैं फिर इस डेटा को नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा रहा है इसका विश्लेषण करना होगा और यहाँ पर कुछ सक्रियता की आवश्यकता हो सकती है और सक्रियता हो सकता है यहां हो या यह भी हो सकता है कि डेटा किसी तरह के एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर में डेटा का विश्लेषण होगा तो अब हम जानते हैं कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए हमें समग्र रूप से हमें इस प्रणाली को अनधिकृत अनायास पहुंच और संभावित नुकसान से बचाने की आवश्यकता है तो हम ऐसा कैसे करें एक बात यह है कि इन सेंसरों से जो डेटा प्राप्त होता है हम उसकी रक्षा कर सकते हैं तो हमारे पास क्या है हमारे पास डेटा या सूचना सुरक्षा है फिर हमें क्या करना है यह नंबर 1 है नंबर 2 आखिरकार होगा डेटा नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाना होगा इसलिए हमें नेटवर्क या अंतर नेटवर्क सुरक्षा की आवश्यकता है हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये अनुप्रयोग जो इन जैसे सिस्टम पर चल रहे हैं उन्हें भी हमें संरक्षित करने की आवश्यकता होगी इसलिए हम एप्लिकेशन सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कुछ अन्य प्रकार की सुरक्षा चिंताएँ हैं जो वहाँ होनी ही चाहिए इसलिए उपयोगकर्ता अंतिम उपयोगकर्ता जो सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं या विभिन्न अभिनेता जो सिस्टम में भाग ले रहे हैं उन्हें भी सिस्टम को ठीक से उपयोग करने के लिए पर्याप्त शिक्षित होने की आवश्यकता होगी और यह कि सिस्टम की सुरक्षा उसकी बुनियादी सुविधाओं की सुरक्षा उसके डेटा की सुरक्षा के साथ कुछ संभावित मुद्दे हैं हम सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ता शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं अंत में कुल मिलाकर संचालन की सुरक्षा पर काम किया जा रहा है इसलिए परिचालन सुरक्षा इसलिए IoT या IIoT के संदर्भ में हमारे पास अलग अलग सुरक्षा चिंताएं हैं इसके मुख्य कंपोनेंट्स अनुप्रयोग सुरक्षा सूचना सुरक्षा डेटा सुरक्षा सूचना या डेटा सुरक्षा नेटवर्क सुरक्षा परिचालन सुरक्षा और अंतिम उपयोगकर्ता शिक्षा एप्लिकेशन सुरक्षा मूल रूप से यह सुनिश्चित करती है कि आप विभिन्न अनुप्रयोगों को बाहरी खतरों से बचा रहे हैं तो मूल रूप से कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और प्रोसीजरल तरीकों का उपयोग इस विशेष सुरक्षा के लिए किया जा सकता है इसलिए किसी प्रकार की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वह है सॉफ्टवेयर स्तर पर और साथ ही साथ हार्डवेयर स्तर पर कुछ प्रकार के प्रतिकृतियां सॉफ्टवेयर स्तर पर इस विशेष सुरक्षा के लिए विभिन्न एप्लिकेशन फायरवॉल का कोई भी उपयोग कर सकता है हार्डवेयर स्तर पर काउंटरमेशर्स किसी प्रकार के प्रॉक्सी या राउटर या इसी तरह के डिवाइस जिन्हें इस तरह के बाहरी खतरों से सुरक्षा मिलेगी का उपयोग किया जा सकता है तो ये विभिन्न उपाय हैं जिन्हें लिया जा सकता है सूचना सुरक्षा मूल रूप से साइबर सिक्योरिटी के एक सबसेट के रूप में माना जाता है जहां हम उन रणनीतियों के एक सेट के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें अपनाया जाना चाहिए जिसमें इसके साथ जुड़ी कुछ नीतियां और कुछ उपकरण होंगे और ये नीतियां उपकरण भी कुछ नियमों के आधार पर विभिन्न खतरों को फ़िल्टर करने वाले हैं परिणामस्वरूप इन सभी अलग अलग नीतियों के नियमों का कार्यान्वयन हम करने जा रहे हैं हम उपलब्धता अखंडता और डेटा की गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह बहुत ही सर्वोपरि है इसलिए व्यवसायों और उद्योगों के संदर्भ में सूचना सुरक्षा सुरक्षा उपलब्धता अखंडता और डेटा की गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है नेटवर्क सुरक्षा जैसा कि नाम कहता है कि हमें अपने नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना होगा इसलिए मूल रूप से भौतिक और सॉफ़्टवेयर क्रियाएं जो नेटवर्क आर्किटेक्चर की सुरक्षा के लिए आवश्यक होंगी उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करना होगा नेटवर्क सुरक्षा अनधिकृत उपयोग अनुचित उपयोग दोष विलोपन विध्वंस और इतने पर से सुरक्षा प्रदान करेगी तो यह एक सुरक्षा मंच है यह एक सुरक्षा मंच है जिसे आधारभूत नेटवर्क के शीर्ष पर अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा के लिए अनधिकृत पहुंच से रक्षा करने के लिए और कंप्यूटर जैसी मौजूदा अवसंरचना को नुकसान पहुँचाने से रक्षा करने के लिए बनाना होगा तो नेटवर्क मूल रूप से एक संवेदनशील बिंदु है जिसके माध्यम से संभावित हमलावर नेटवर्क में प्रवेश कर सकते हैं और अलग अलग हमले कर सकते हैं ऑपरेशन सुरक्षा एक विश्लेषणात्मक कार्रवाई है जो सूचना लाभों को वर्गीकृत करती है और इन सूचना लाभों के संरक्षण के लिए यह नियंत्रण को नियंत्रित करती है इसलिए व्यापार के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि परिचालन सुरक्षा कार्यों के कारण व्यावसायिक कार्यों को संरक्षित किया जा रहा है अंतिम उपयोगकर्ता शिक्षा अंतिम उपयोगकर्ता किसी उद्योग के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम हैं वे सुरक्षा के मामले में सबसे पहले समझौता करने वाले हैं इसलिए कर्मचारी और अंतिम उपयोगकर्ता आमतौर पर सूचना खतरों के बारे में सभी प्रकार के विचार नहीं रखते हैं और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा है तो ये अंतिम उपयोगकर्ता सुरक्षा के मामले में सबसे कमजोर बिंदु हो सकते हैं उन्हें पर्याप्त शिक्षित करना होगा ताकि अनायास वे हमलावरों के लिए दरवाजे न खोलें और जैसे जैसे साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उद्योग के लिए अपने कर्मचारियों को संभावित साइबर हमलों के बारे में शिक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है तो साइबर सिक्योरिटी के खतरे अलग अलग हैं वे विभिन्न प्रकार के हैं और उन सभी को स्वयं के द्वारा समझना एक विधर्मी कार्य है तो रैनसम वेयर प्रकार का हमला मैलवेयर और जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर उपयोगकर्ता को अलग अलग कंप्यूटर वायरस स्पायवेयर से परिचित हैं तो ये वे हैं जो मूल रूप से कंप्यूटर और साइबर बुनियादी ढांचे के सामान्य संचालन को बाधित करते हैं और वे मूल रूप से रक्षा नहीं करेंगे या वे पूरी तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं वे पूरी तरह से सिस्टम के कामकाज को बाधित नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ कार्यों में कुछ प्रक्रियाएँ कुछ प्रक्रियाएँ बाधित हो सकती हैं और जो मूल उपयोगकर्ता को उनके वैध कार्यों को करने से मूल रूप से परेशान करेंगी

सोशल हैं फ़िशिंग हमले हैं जो आपसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी लॉगिन जानकारी के लिए पूछते हैं और कहते हैं कि ईमेल खाता कुछ दिनों के बाद अमान्य होने वाला है इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और मूल रूप से यदि कोई व्यक्ति पहले से ही इस तरह के हमलों से संभावित खतरों के बारे में शिक्षित नहीं है तो उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड की जानकारी की आपूर्ति करेगा जो कि अनुरोध किया जाता है या अनजाने में हमलावर को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आपूर्ति करता है और इस तरह वे अपने सिस्टम की पहुंच खो देंगे तो इस बात का उदाहरण गूगल डॉक्स फ़िशिंग हमले हैं और वे इन विभिन्न फ़िशिंग हमलों के विभिन्न प्रकार हैं जो भिन्न प्रणालियों पर संभव हैं अब हम औद्योगिक इंटरनेट पर वापस जाते हैं इसलिए जब हम औद्योगिक इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आम तौर पर विभिन्न चीजों सेंसर एक्चुएटर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्यूटर लोग मशीन सभी एक साथ औद्योगिक इंटरनेट के विकास में अलग अलग भाग लेते हैं औद्योगिक इंटरनेट औद्योगिक बुद्धिमान क्रियाओं को वांछित व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है औद्योगिक इंटरनेट के उदाहरण मूल रूप से स्वायत्त कारों और बुद्धिमान रेल प्रणालियों के रूप में परिणाम हैं इसलिए IIoT प्रतिभूतियों के लिए सुरक्षा मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए मानकों को तैयार करना आवश्यक है इसलिए उद्योगों को विविध प्रणालियों और उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी लेकिन सब कुछ स्मार्ट फैक्टरी प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा जब हम उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें लीगेसी सिस्टम हैं वह संवेदनशील बिंदु हो सकते हैं क्योंकि उन दिनों पहले से सुरक्षा को अच्छी तरह से समझा नहीं गया था सिस्टम को हमेशा सुरक्षित और ऐसा नहीं बनाया गया था इसलिए उन प्रणालियों में कुछ बिंदुओं को छोड़ने की कुछ संभावित संभावनाएं हैं जहां मूल रूप से हमलावर हमलों को लॉन्च कर सकते हैं इसलिए उत्पादन प्रक्रिया में हर कमजोर रेखा औद्योगिक प्रक्रिया में पूरे कारखाने को जोखिम में डालती है इसलिए व्यक्तिगत IIoT कार्यान्वयनकर्ताओं के हाथों सुरक्षा छोड़ना फलस्वरूप खतरनाक है तो IIoT और उद्योग 40 के संदर्भ में साइबर सिक्योरिटी आवश्यकताएं क्या हैं पहला जो मौलिक है जो न केवल IIoT के लिए लागू है बल्कि किसी भी कंप्यूटिंग प्रणाली के लिए इसे CIA ट्रायड के रूप में जाना जाता है C गोपनीयता के लिए खड़ा है I अखंडता के लिए खड़ा है और A उपलब्धता के लिए खड़ा है और आवश्यकताओं का दूसरा सेट मूल रूप से IIoT विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जो विश्वसनीयता और सुरक्षा के बारे में बात करते हैं इसलिए CIA ट्रायड में गोपनीयता जानकारी को अनधिकृत प्रकटीकरण से रोकती है I अखंडता के लिए खड़ा है जो यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को किसी भी अनधिकृत तरीके से नहीं बदला जा सकता है और A उपलब्धता के लिए खड़ा है जो गारंटी देता है कि जानकारी केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए IIoT के संदर्भ में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के संबंध में ये कुछ चुनौतियां हैं इसलिए मूल रूप से जब हम उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं हम मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जहां विभिन्न सेंसर एक्ट्यूएटर सभी तैनात हैं और ये नोड्स सभी इंटर नेटवर्क हैं वे सभी परस्पर जुड़े हुए हैं इसलिए मूल रूप से अगर आपको इस तरह के सिस्टम में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उद्योगों को इस तरह के बुनियादी ढांचे के बिना भौतिक प्रणालियों स्टैंडअलोन भौतिक प्रणालियों जो कि वर्षों से मौजूद है से बदलने के लिए गुजरना होगा और ऐसी चीज़ में बदलना जो स्मार्ट हो सेंसर एक्ट्यूएटर्स के साथ जुड़ी हुई मशीनें हो लिहाजा यह बदलाव लाना होगा जब यह परिवर्तन होने वाला होता है तो आपको इन सभी विभेदों को ध्यान में रखना होगा जो इस परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से संभावित रूप से पेश किए जा सकते हैं इसलिए जब हम विनिर्माण लॉजिस्टिक्स शिपिंग हेल्थकेयर और उद्योगों जैसी परिवर्तन क्षमताओं के बारे में बात करते हैं तो इन्हें औद्योगिक इंटरनेट के संदर्भ में अलग अलग रूप में ध्यान में रखना होगा तो जो हो सकता है वह है डेटा उल्लंघन जो विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और साइबर खतरों को बढ़ाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के हमले होते हैं जो संभव हैं उद्योग 40 के लिए साइबर सिक्योरिटी जिसे उस गोपनीयता प्रामाणिकता एकीकरण गैर प्रतिक्षेप और अभिगम नियंत्रण की तरह ध्यान में रखना होगा हम धीरे धीरे उद्योग में अपनी मशीनों और विभिन्न उपकरणों को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम अपने सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क शुरू कर रहे हैं इसलिए कुछ नए इंटरनेट सुरक्षा मुद्दे हैं जिन्हें इस परिचय और परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से पहचानना होगा इन नए सुरक्षा मुद्दों की पहचान करनी होगी और जो संभावित हमले हमारे सामने आ सकते हैं उनका भी विश्लेषण पहचान और समाधान करना होगा इसलिए उद्योग 40 के संदर्भ में अलग अलग सुरक्षा मुद्दों सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने होंगे अलग अलग तरीके प्रस्तावित किए गए हैं अलग अलग एल्गोरिदम हैं जिनमें से एक साइबर अटैक डिटेक्शन के लिए है एक कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म जो भविष्यवाणी कर सकता है कि भविष्य में किसी तरह का हमला होने वाला है मूल रूप से यह प्लेटफ़ॉर्म एक एल्गोरिथ्म को लागू करता है जिसकी आवश्यकता होती है जो डेटा को जोड़ता है और फ़िल्टर करता है और एकत्र किया जाता है पहचानने के लिए विश्लेषण किया जाएगा कि क्या कोई संभावित खतरा है जो भविष्य में आ सकता है तो यह CIA प्रणाली है और यह इसी तरह से प्रदर्शन करता है और एक अन्य सॉफ्टवेयर डिफाइंड क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग आर्किटेक्चर है इसमें मूल रूप से आपके पास सिस्टम के 3 भाग हैं एक सॉफ्टवेयर प्लेन है दूसरा हार्डवेयर प्लेन है और तीसरा EIF में इंटेलिजेंस ढांचे का इनसैंबल है सॉफ्टवेयर प्लेन मूल रूप से CEs में अलग अलग नियंत्रण तत्व होते हैं और इनमें से प्रत्येक CE का उपयोग डेटा टैप बिंदुओं के रूप में किया जाता है क्योंकि उनके पास संचार और गतिविधियों में गहन अवलोकन होता है SDCMA में स्ट्रीमिंग डेटा को CE द्वारा EIF को दिया जाता है और सेंस डेटा को EIF द्वारा पता लगाया जाता है और यह EIF असामान्यता का पता लगाने के लिए भी जिम्मेदार है इसलिए इसके साथ हम इस लेक्चर का अंत करते हैं इसलिए हमने जो किया है हमने जो समझा है उसका सार यह है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों महत्वपूर्ण है इसका सार हम समझ गए हैं साइबर सिक्योरिटी के विभिन्न तत्व संभव प्रकार के हमले जो इन IoT और IIoT प्लेटफार्मों पर उद्योग 40 में लॉन्च किए जा सकते हैं और यदि आप इन चीजों की अधिक गहराई से जानने के इच्छुक हैं तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो किसी प्रकार की खोज के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं आप विभिन्न मुद्दों विभिन्न समाधानों आदि के बारे में बात करते हुए अन्य अंतर प्राप्त करने में सक्षम होंगे तो साइबर सिक्योरिटी IoT सुरक्षा के लिए सुरक्षा IIoT के लिए या आजकल और इन विषयों पर बहुत सारे शोध चल रहे हैं इसलिए यदि आप वास्तव में इन मुद्दों में से प्रत्येक में गहराई से रुचि रखते हैं तो आपको मूल रूप से इन विभिन्न साहित्यकारों के माध्यम से जाना होगा जो उपलब्ध हैं और यदि आप भी रुचि रखते हैं यदि आप एक सुरक्षा शोधकर्ता हैं तो आप उन्हें लागू करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं तो उसके लिए भी आपको इन अंतरों में और बाहर अधिक विस्तार से इन विभिन्न साहित्यकारों से गुजरना होगा इसके साथ ही हम अंत करते हैं धन्यवाद